इस व्याख्यान में मैं मुख्य रूप से प्रोटीन स्टेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करूँगा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने के लिए जिन बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल्स और पैरामीटरस का प्रयोग किया जाता है उनमें से एक एप्लीकेशन है पिछली कक्षा में हमने अपने अमीनो एसिड सीक्वेंस से एक प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी करने के बारे में चर्चा की क्योंकि अमीनो एसिड सीक्वेंस में 3D सीक्वेंसके बारे में जानकारी शामिल है तो आप उस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं जो आप 3D स्ट्रक्चरस की भविष्यवाणी करने के लिए सीक्वेंस से प्राप्त कर सकते हैं मैं 3D स्ट्रक्चरस की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा और उनमें से प्रमुख होमोलॉजी मॉडलिंग है होमोलॉजी मॉडलिंग किस पर आधारित है Student Homologous sequences विद्यार्थी होमोलॉगस सीक्वेंसेस बराबर कि अगर 2 सीक्वेंसेस साझा करते हैं विद्यार्थी हाय rightहाय आईडेंटिटी या होमोलॉजी और इन सीक्वेंसेस में 3D स्ट्रक्चर समान होता है तो यदि सीक्वेंसआईडेंटिटी 80 या 90 से ज्यादा है बराबर तो आपको एक अच्छा मॉडल मिल सकता है जो स्ट्रक्चरस के समान हो सकता है जो प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो होमोलॉजी मॉडलिंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कदम क्या हैं विद्यार्थी शुरुआत टेंपलेट से शुरुआत विद्यार्थी टेंपलेट और एलाइनमेंट करें एलाइनमेंट सुधार विद्यार्थी बैकबोन और बैकबोन जनरेशन लुप मॉडलिंग साइड चेन ओरियंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन अंत में हम ऊर्जा या स्टिरियोकेमिकल गुणों का उपयोग करके स्ट्रक्चर को सही मानते हैं इसलिए यदि किसी सीक्वेंस में PDB में जमा स्ट्रक्चर्स में से किसी के साथ पहचान योग्य पहचान नहीं हो सकती है तो इस मामले में ज्ञान आधारित दृष्टिकोण विफल हो जाएगा और होमोलॉजी मॉडलिंग एक विश्वसनीय परिणाम नहीं दे सकती है इसलिए आप रेसिड्यूज की संभावना के आधार पर फोल्ड रेकॉग्निशन का सही उपयोग कर सकते हैं जो संपर्क या भौतिक रासायनिक गुणों में हो सकता है या अंतराल के आधार पर आप फोल्डिंग प्रकार की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं भले ही यह संभव न हो तो आप ab initio तरीकों का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं आप स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं और यह शारीरिक ऊर्जावान गणना पर आधारित है तो आप किसी भी प्रोटीन सीक्वेंस के लिए स्ट्रक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं CASP स्ट्रक्चरल भविष्यवाणी एल्गोरिदम के लिए प्रतियोगिता है जिसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं और फिर ज्ञात 3D स्ट्रक्चर के आधार पर मूल्यांकन करेंगे जब आप प्रोटीन स्टेबिलिटी के साथ जाते हैं तो प्रोटीन स्टेबिलिटी का क्या मतलब है बराबर जब प्रोटीन का निर्माण रेंडम स्टेट में होता है और वह फोल्डेड स्टेट में जाता है तब रेंडम कॉइल कन्फर्मेशन फोल्ड होता है 3D स्ट्रक्चर में तो यह तीनों स्ट्रक्चरस प्रोटीन फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है बराबर उदाहरण के लिए आपके पास ढीले धागे के साथ एक धागा है तो यह हवा पर लड़खड़ाएगा तो यह कहीं भी जा सकता है आप पतंग देख सकते हैं तो यह कहीं भी लड़खड़ाएगा तो इस मामले में एक कार्य करना मुश्किल है तो अगर आपके पास भी इस तरह का धागा है तो हो सकता है कि यह स्टेबलहो इसी तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी कुछ विशिष्ट कन्फर्मेशन होते हैं बराबर यदि आप स्टेबल है का मतलब आप तंदुरुस्त है conformation तो हम कार्य करने में सक्षम है बराबर प्रोटीन को कार्य करने के लिए कोई भी स्टेबल कंफर्मेशन की बहुत आवश्यकता है यदि आप अनफोल्डेड स्टेट को देखते हैं तो यह एक प्रकार का वॉबलिंग कन्फर्मेशन हैSo तो इस कंफर्मेशन से महत्वपूर्ण फेक्टर जो प्रभावित होता है unfolded state तो यह एंट्रॉपी है जो अनफोल्डेड स्टेट में प्रोटीन के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस पर निर्भर करता है hydrophobic interactions disulphide bonds and so on फिर हम फोल्डेड स्टेट में जाते हैं बराबर 3D स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शनस की आवश्यकता है जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शनस वंडरवॉल्स इंटरेक्शनस हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शनस डाईसल्फाइड बॉन्डस और इसी तरह इलेक्ट्रोस्टेटिक वंडरवॉल्स इंटरेक्शनस और यह नॉनकॉवैलेंटइंटरेक्शनस है विचाराधीन बंधन के तहत 2 सल्फर परमाणुओं के बीच इस तरह के बंधन से मिलकर डाईसल्फाइड बॉन्ड बनता है इस प्रकार यदि हम फोल्डेड स्टेट और अनफोल्डेड स्टेट में इस योगदान को देखते हैं तो सभी प्रकार के इंटरैक्शन के संदर्भ में योगदान बहुत अधिक है और यदि आप देखते हैं तो फोल्डेड और अनफोल्डेड अवस्था के बीच अंतर बहुत कम है और यह अंतर लगभग 5 से 25 किलो कैलोरी प्रति मोल है तो मार्जिनल स्टेबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवित प्राणियों में बराबर कुछ प्रोटींस विशिष्ट मात्रा में उपस्थित होने चाहिए बराबर यदि आप अधिक से अधिक प्रोटीन उत्पन्न करेंगे और यदि वह विघटन के काबिल नहीं है तो मात्रा बहुत ज्यादा होगी इसलिए किसी भी समय किसी भी प्रोटीन का विघटन आसान है दूसरा मुद्दा यह है कि एक विशिष्ट प्रोटीन किसी भी लाइगेंडस के साथ या दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो कंफर्मेशन बदलना महत्वपूर्ण है इस मामले में उनको स्टेबिलिटी में एक छोटा अंतर फोल्डेड स्टेट तथाअनफोल्डेड स्टेट में बनाए रखना है और यह अंतर सामान्य रूप से 5 से 25 किलो कैलोरी पर मोल के रेंज में होता है तो हमने विभिन्न मामलों की चर्चा की उसमें से एक है एंथैल्पी जिसका मतलब है विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शनस जिनका निर्धारण सिस्टम की पूरी उर्जा से होता है दूसरी तरफ यदि आप एंट्रॉपी की बात करते हैं उसी प्रकार अनफोल्डेड स्टेट में सिस्टम और यह दो मामले फ्री एनर्जी के द्वारा एक दूसरे से संबंधित है बराबर इससे फोल्डेड और अनफोल्डेड स्टेट में अंतर मिलेगा और यह अंतर है 5 से 25 किलो कैलोरी पर मोल5 25 kilo calmole फिर हमने एंट्रॉपी क्या है या एंथैल्पी क्या है फ्री एनर्जी क्या है उसकी चर्चा की आपने एंथैल्पीके बारे में बात की बराबर तो एंथैल्पी की परिभाषा क्या है विद्यार्थी उपयोग की गई या जारी गर्मी की मात्रा बराबर आपने पाठशाला क्लासेस मे पढ़ा होगा बराबर यह निरंतर दबाव पर एक प्रणाली में उपयोग की गई या जारी गर्मी की मात्रा है इसलिए यदि आप एथैलेपी को देखते हैं तो यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है एक सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा है और साथ ही दबाव और आयतन का गुणनफल है जो एक यांत्रिक है इसलिए यदि आप एथैलेपी देखते हैं तो इसे किसी भी संदर्भ बिंदु से संबंधित प्राप्त किया जा सकता है न कि किसी विशिष्ट बिंदु के लिए बराबर इसलिए इस मामले में हम एथैलेपी में परिवर्तन को देख सकते हैं पूर्ण एथैलेपी में नही आप एथैलेपी को बदल सकते हैं जो △H है यह किसी भी संदर्भ बिंदु के संबंध में देख सकता है यह डेल्टा△ E P△V में संबंधित हो सकता है क्योंकि इसकी मात्रा में परिवर्तन और प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जब△H पॉजिटिव होता है इसका मतलब यह एंडॉथर्मिक रिएक्शन है यह गर्मी को सोख लेता है क्योंकि गर्मी को सोखने के कारण यह ठंडा होता है और उसके कारण वातावरण भी ठंडा होता है तो अब यहां यह निगेटिव है इसका मतलब यह गर्मी रिहा करने की क्रिया है जिसे एग्जॉथर्मिक क्रिया कहते हैं इस मामले में वातावरण गर्म होता है तो मुझे एक सवाल है तो किसी भी प्रतिक्रिया में एथैलेपी में क्या परिवर्तन होता है यदि आप ऊर्जा के सौ किलो जूल छोड़ते हैं और P△V काम दस किलो जूल है यहां क्या समाधान है आप कह सकते हैं कि △ H △E P△V △E के लिए क्या संकेत है क्योंकि यह छोड़ रहा है तो यह माइनस सौ प्लस दस किलो जूल है जो माइनस 90 किलो जूल के बराबर है हम किसी भी सिस्टम के लिए एथैलेपी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप आंतरिक ऊर्जा को देखते हैं तो आंतरिक ऊर्जा सामग्री में निहित सभी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है उदाहरण के लिए यह काइनेटिक एनर्जी है या आप इंटर इंट्रा मोलीक्यूलर इंटरेक्शनस देख सकते हैं जैसे बांड ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा वनडरवाल्स फोर्स और इसी तरह तो निरंतर दबाव और वॉल्यूम △V शून्य के बराबर इस मामले में आप △ H को △ E के बराबर देख सकते हैं यह सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा हैं बराबर आप सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा को△H के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं जब आप एन्ट्रापी में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शनस का मतलब होता है कि एन्ट्रापी का अर्थ है सिस्टम में डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस इसलिए हम ऑर्डर सिस्टम और डिसऑर्डर सिस्टम की तुलना कर रहे हैं जिसमें उच्च एंट्रॉपी होगी डिसऑर्डर सिस्टम डिसऑर्डर सिस्टम बराबरऑर्डर सिस्टम के पास निम्न एन्ट्रापी और डिसऑर्डर सिस्टम के पास कम एन्ट्रापी उदाहरण के लिए यदि आपके पास इस बर्फ की ठोस अवस्था है तो आप उन्हें पानी में या तो वाष्प में देख सकते हैं तो बर्फ का मामला क्या यह अधिक रेंडम या लेस डिसऑर्डरहै तोलेस डिसऑर्डरके साथ यह मोर आर्डर है तो इस मामले में एंट्रॉपी है Student Less विद्यार्थी कम कम बराबर और पानी की तुलना में तब पानी में इसकी वृद्धि होती है और आप जल वाष्प देख सकते हैं अधिकांशतः डिसऑर्डर है और आप ठोस से तरल और तरल से गैसीय अवस्था में भी अंतर देख सकते हैं यह तरल से लेकर गैस अवस्था तक हाईली डिसऑर्डर है

तो हमारे पास एंथैल्पी है और हमारे पास एंट्रॉपीहै इससे हम फ्री एनर्जी की गणना कर सकते हैं बराबर और यह फ्री एनर्जी की सामान्य परिभाषा है जब हम प्रोटीन स्टेबिलिटी की चर्चा करेंगे उस समय हम प्रोटींस के बारे में बात करेंगे आपको फ्री एनर्जी कैसे मिली आपको△G कैसे मिला और यह△G विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शनस में किस प्रकार योगदान देता है आप विभिन्न प्रयोगों का उपयोग करके प्रयोगात्मक डेटा प्राप्त कर सकते हैं एक तरफ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दूसरी इंटरेक्शनस के साथ△G का संबंध है जैसे इलेक्ट्रोस्टेटीक वंडरवॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शनसelectrostaticvanderwaals and hydrogen bonding interactions हम देखेंगे कि हम यह जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं एक तरफ △G आप प्रयोगों से प्राप्त कर सकते हैं बराबर उदाहरण सरकुलर डाक्रोईस्म डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कॉपीऔर इसी तरह बराबर दो प्रकार की विधियां है या तो उर्जा देकर थर्मल विधि द्वारा डीनेचउर करना या डीनेचउररेंट जैसे यूरिया या गुआनीडीन हाइड्रोक्लोराइड और इसी तरह का उपयोग करना तो प्रयोगात्मक रूप से आप यह प्राप्त कर सकते हैं यह एक तरफ है तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि △G प्राप्त कर सकते हैं आप प्रोटीन 3D स्ट्रक्चरस से △G की गणना विभिन्न इंटरेक्शनस से कर सकते हैं और आप संबंधित कर सकते हैं कि यह एक दूसरे के साथ कितनी दूर तक संबंधित हो सकता है तो चलिए पहले देखते हैं कि हम इन तकनीकों में से किसी का उपयोग करके प्रायोगिक फ्री एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं आप फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूरिया डिनेचुरेशन के लिए डेटा देख सकते हैं तो वहां हम यूरिया मिलाते हैं आप यूरिया के विभिन्न कंसंट्रेशनस देख सकते हैं तो यहां एक से नौ और आप देख सकते हैं कि कैसे हम इन धब्बों में फ्लोरोसेंट तीव्रता प्राप्त करते हैं बाएं हाथ में सबसे बाईं ओर इसलिए यदि आप और देखते हैं तो यह फोल्डेड स्टेट स्थिति है और और जब आप डिनेचुरेंट मिलाते हैं तो यह धीरे धीरे डिनेचुरहोता जाता है और यदिआप डिनेचुरेशन देखते हैं इस बाजू और अंत में इस चरण पर आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से अनफोल्डेड है तो फोल्डेड स्टेट में इंटेंसिटी 366 है बराबर इसे कहते हैं y f yf 366 है और आप देख सकते हैं अनफोल्डेड स्टेट y u 51 है विभिन्न कंसंट्रेशन और फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी वैल्यू का ग्राफ बनाकर किसी बिंदु पर△G वैल्यू उत्पन्न कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि हम यह बिंदु लेते हैं तो इस मामले में y 256बराबर 256 तो फोल्डेड स्टेट से क्या योगदान है और अनफोल्डेड स्टेट से क्या योगदान है यदि हम कोई बिंदु लेते हैं तो यदि आप फोल्डेड का योगदान जोड़ते हैं तो क्यों फोल्डेड और अनफोल्डेड का योगदान एक के बराबर है इस मामले में यहां पूरी तरह से फोल्डेड पूरी तरह से अनफोल्डेड और यदि हम कोई बिंदु लेते हैं वह अंश है इस स्थिति में आप किसी भी बिंदु को y के रूप में मान दे सकते हैं अंश y में आप दे सकते हैं क्योंकि यह फोल्डेड स्टेट के लिए अंश है और यहाँ अनफोल्डेड स्टेट y के लिए एक अंश है जो y f के साथ fF yu fU के बराबर है अब आप इस समीकरण की तुलना समीकरण संख्या एक की तुलना समीकरण संख्या 2 से करते है आप अब fUऔर fF के लिए मान प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यहां fF fU 1 के बराबर है तो इस समीकरण के बराबर fF fF 1 fU अब आप इस समीकरण में इस मूल्य को सही विकल्प देते हैं आप fU के मूल्य की सही गणना कर सकते हैंyF yको yF YU द्वारा विभाजित किया जाता है इसी तरह आप fF को y YU के रूप में विभाजित कर सकते हैं यदि आप इस संख्याको fF fuलेते हैं तो यहाँ पर y yF के बराबर हो जाएगा 1 fU yu fU बराबर तो आप fU और fF को एक साथ जोड़ते हैं और आप इस समीकरण को हल कर लेते हैं आपको fU मिल जाएगा क्योंकि यह समीकरण अब आपके पास yF 366 है यहाँ आप 366 देख सकते हैं और यहाँ y अनफोल्डेड 51 है और आप उदाहरण के लिए किसी भी बिंदु को लेते हैं हम इस बिंदु को इस बिंदु पर ले जाते हैं तो इस मामले में y 56 है इस समीकरण में इस मान को प्रतिस्थापित करें फिर fu 035 yF 366 अनफोल्डिंग 51 है और मध्य बिंदु जिसे आप 256 लेते हैं फिर fF यह y YU के रूप में दिया गया है जिसे yF YU द्वारा विभाजित किया गया है आप yu yF के मानों को देते हैं हमें वह मान 065 मिलेगा तो हमारे पास अनफोल्डेड स्टेट और फोल्डेड स्टेट अंश हैं हम इस जानकारी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में परिवर्तित कर सकते हैं जो कि k है k को fU ff के रूप में दिया गया है यहाँ पर आप 035 fF की गणना करते हैं हम 065 के रूप में गणना करते हैं हम अनुपात लेते हैं फिर यह 054 है फिर हम इस एक के लघुगणक को लेते हैं यह 061के बराबर है इससे हम △G की गणना कर सकते हैं तो यह RT है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लघुगणक तोRT 0596 किलो कैलोरी प्रति मोलRT0596kilo cal per mole या 300 डिग्री केल्विन ln k 061 है तो यहां यह मूल्य विकल्प है और△G आप 367 किलो कैलोरी प्रति मोल प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप यूरिया की अलग अलग कंसंट्रेशनस पर प्रयोग करते हैं तो आपको फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी वाले मान मिलते हैं जो आपको फोल्डेड स्टेट और अनफोल्डेड स्टेट के लिए तीव्रता प्रदान करेगा और अलग अलग चरणों को फोल्डेड से अनफोल्ड स्टेट तक फोल्डेड स्टेट और अनफोल्डेड स्टेट की तीव्रता के मानों से प्रकट स्थिति और किसी भी बिंदु पर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्थिर कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निरंतर आप फ्री एनर्जी की प्रायोगिक गणना कर सकते हैं बराबर आप फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके किसी भी प्रोटीन के लिए प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह आप सरकुलर डाइक्रोईस्म और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्रीdifferential scanning calorimetery के साथ कर सकते हैं तो यह डीनेचूरेंट पर निर्भर है डीनेचूरेशन आप के लिए थर्मल विकृतीकरण का उपयोग कर सकते हैं इसी तरह denaturant विकृतीकरण पर आधारित है तो थर्मल विकृतीकरण क्या है तो यहाँ आप तापमान बनाम गर्मी क्षमता के संबंध में देख सकते हैं तो इस मामले में आप इस ट्रांजिशन टेंपरेचर को सीधे माप सकते हैं यह तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा है जो स्टेट में बिना किसी परिवर्तन के 1 ग्राम पदार्थ के संबंध में सही है जिस चरण में आप नहीं बदलते हैं गणना कर सकते हैं आपको ट्रांजिशन टेंपरेचर मिलेगा बराबर जहां प्रोटीन पिघलना शुरू हुआ है और आपके पास △Cp है क्योंकि अनफोल्डेड स्टेटऔर नेटिव स्टेट में Cp मिलता है और आपको अंतर मिलेगा बराबरआपको अंतर मिलेगा इससे आपको डेल्टा Cpमिलेगा △Cp और ट्रांजिशन टेंपरेचरका उपयोग करके अनफोल्डेड △G किसी भी तापमान पर मिल जाएगा T कोई भी तापमान है और आप इस ग्राफ से अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप थर्मल डिनेचूरेशन का उपयोग करके △G प्राप्त कर सकते हैं तो आपके पास △G का डेटा डिनेचूरेंट डिनेचूरेंशनऔर थर्मल डिनेचूरेशन के साथ है बराबर ये प्रयोगात्मक डेटा हैं अब सवाल यह है कि हम विभिन्न इंटरैक्शन ऊर्जाओं से योगदान का उपयोग करके इस डेटा की व्याख्या कैसे करते हैं तो यह कैसे करना है तो जैसे हमने पहले चर्चा की△G क्या है विद्यार्थी फ्री एनर्जी यह आपस में फ्री एनर्जी का अंतर है विद्यार्थी फोल्डेड फोल्डेड स्टेट अनफोल्डेड स्टेट हम फोल्डेड स्टेट देख सकते हैं औरआप अनफोल्डेड स्टेट देख सकते हैं तो फोल्डेड स्टेट का क्या योगदान है यह वास्तव में सिस्टम की एंथैल्पी है तो विभिन्न इंटरेक्शनस कौन कौन सी इंटरेक्शनस है विद्यार्थी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी और hb हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री एनर्जी डायसल्फाइड बॉन्डिंग फ्री एनर्जी है और आप वैन डेर वाल्स फ्री एनर्जी देख सकते हैं ये सब इस फोल्ड होने वाली अवस्था के कारण हैं यदि आप अनफोल्डेड स्टेट्स लेते हैं तो एंट्रॉपी का प्रमुख योगदान है बराबर हम एन्ट्रापी योगदान को देख सकते हैं और यदि आप फोल्डेड स्टेट और अनफोल्डेड स्टेट की तुलना करते हैं तो अनफोल्डेड स्टेट पूरी तरह से रैंडम नहीं है कुछ इंटरेक्शनस हो सकती है जो फोल्डेड स्टेट में पाई जाती है जिसे हम नॉन एंट्रोपिक शब्द कहते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास कुछ प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो कि अनफोल्डेड अवस्था में मौजूद हैं तो इसके लिए हम नॉन एंट्रोपिक शब्द का उपयोग करते हैं अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोटीन 3D स्ट्रक्चरस पर लगाए गए सभी इंटरैक्शन का अनुमान लगाते हैं हम पहले से ही विभिन्न पैरामीटरस की व्याख्या करते हैं विभिन्न पैरामीटरस पर हमने 3D स्ट्रक्चरसहाइड्रोफोबिक के आसपास हाइड्रोफोबिसिटी के विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन और सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी और संपर्कों के उपयोग पर चर्चा की और इन सभी पहलुओं पर चर्चा की प्रोटीन की फोल्डेड स्टेट तो आइए हम केवल हाइड्रोफोबिक फ्रीएनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं सीधे हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी को माप सकते हैं हम इस तरह की कल्पना शक्ति को सही नहीं माप सकते हैं तो हम पार्टीशन कॉएफिशिएंट को सही प्राप्त कर सकते हैं तो पानी या ऑर्गेनिक सॉल्वैंट्स के सापेक्ष घुलनशीलता आप ऑक्टेनॉल का उपयोग कर सकते हैं आप इथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं आप पार्टीशन को सही करने के लिए कंसंट्रेशन का उपयोग कर सकते हैं तो आप इस नॉन पोलर को एक्वेशियसऔर विभिन्न कंसंट्रेशन में देख सकते हैं और तुम फ्री एनर्जी को देख सकते हो पॉजिटिव हाइड्रोफोबिक के लिए देता है और नेगेटिव नॉन पोलर अमीनो एसिड देता है इसलिए यदि आप पॉजिटिव फ्री एनर्जी देखते हैं तो ट्रांसफर प्रतिकूल है इस मामले में नॉन पोलर की घुलनशीलता अधिक है तो जब यह हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज का उपयोग करता है और ऊर्जा के लिए नेगेटिव है इस मामले में यह नॉन पोलर और हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज का उपयोग करने के लिए कम है तो अब अगर हमारे पास यह अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं तो हमारे पास वैल्यूज हैं लेकिन प्रोटीन के लिए हम सीधे हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी को माप नहीं सकते हैं लेकिन यदि आप इन पैरामीटर्स पर गौर करते हैं तो हमने पिछली कक्षाओं में सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी और हाइड्रोफोबिसिटी के बारे में चर्चा की थी सहसंबंध क्या है नेगेटिव सहसंबंध यह विपरीत रूप से सही है यदि यह अत्यधिक सुलभ है तो कम हाइड्रोफोबिक है और यदि यह कम सुलभ है तो बरीड है वे अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं बराबर आप इस जानकारी का सही उपयोग कर सकते हैं हाइड्रोफोबिसिटी जिसे हम सीधे माप नहीं सकते हैं लेकिन क्या हम एक्सेसिबिलिटी की गणना कर सकते हैं हां यदि आपके पास स्ट्रक्चरस हैं तो आपको अलग अलग विधियां मिलीं जो कि एक्सेसिबिलिटी की गणना करने के तरीके हैं पहुंच और पहुंच बराबर हमारे पास गेटएरिया है बराबर हमारे पास कई तरीके हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं तो फिर हम हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी की गणना करने के लिए इस एक्सेसिबिलिटी को परिवर्तित करते हैं हम जानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी हाइड्रोफोबिसिटी के विपरीत आनुपातिक है तो हम G हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी लिख सकते हैं जो कि डेल्टा ASAi के समानुपाती है इसलिए इस आनुपातिकता को हम इस सिग्मा के रूप में मानते हैं कि यह एटॉमिक साल्वेशन पैरामीटरस है कि कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसे परमाणुओं के विभिन्न समूह इस प्रोटीन वातावरण में कैसे व्यवहार करते हैं तो आप विभिन्न रासायनिक समूहों को देख सकते हैं और यदि आप देखते हैं कि यह हाइड्रोफोबिक परमाणुओं के लिए सकारात्मक है और पोलर परमाणुओं में आवेश के लिए ऋणात्मक है क्योंकि यह हाइड्रोफोबिसिटी के साथ साथ सुगम सतह क्षेत्र के बीच आनुपातिक है तो अब यदि आपके पास यह एटॉमिक साल्वेशन पैरामीटरसहैं तो इन नंबरों को कैसे प्राप्त करें और फिर हम फ्री एनर्जीकी सही गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के लिए एटॉमिक साल्वेशन हैं तो मैं 5 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का उपयोग करता हूं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में विभिन्न परमाणु क्या हैं विद्यार्थी Cho और C नाइट्रोजन ऑक्सीजन विद्यार्थी सल्फर Refer Time 2222 सल्फर और नाइट्रोजन हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार हैं एक तटस्थ है और अन्य पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है हमारे पास 2 प्रकार के तटस्थ और नेगेटिव चार्ज हैं इसलिए यहाँ हम तटस्थ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ते हैं सही N और O और N O और S लेकिन हम अलग अलग वर्गीकरणों का सही उपयोग कर सकते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अलग से उपयोग कर सकते हैं और कार्बन मुख्य श्रृंखला कार्बन और साइड चेन कार्बन का अलग से सही उपयोग करते हैं एमिनो एसिड के आधार पर संयोजकता के आधार पर हम सादगी के लिए कई वर्गीकरणों का उपयोग कर सकते हैं यहां हम 5 अलग अलग वर्गों का उपयोग करते हैं यदि यह ज्ञात है और फिर हम हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी की गणना कर सकते हैं यह विधि है जो शुरू में 1984 में ईसेनबर्ग द्वारा प्रस्तावित की गई थी उन्होंने नेचर पत्रिका मे एक पेपर प्रकाशित किया तो यहाँ Ai फोल्डेड स्टेट एक्सेसिबिलिटी है Aअनफोल्डेड अनफोल्डेड स्टेट एक्सेसिबिलिटी है तो क्या हम अनफोल्डेड स्टेट एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं हाँ क्योंकि अगर आपके पास Gly Gly कंफर्मेशन है और हमारे पास अलग अलग सिस्टम की गणना है और औसत या अधिकतम मान देखें जो हम प्रकट कर सकते हैं हम अनफोल्डेड औरAi फोल्डेड स्टेट एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थी हां सर आप प्राप्त कर सकते हैं यदि यह प्रत्येक परमाणु है तो कौन सा एल्गोरिथ्म का उपयोग किया जा सकता है DSSP विद्यार्थी नहीं नहीं हम DSSP का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह आपको रेसिड्यूज का ज्ञान देता है NACCESS या गेटएरिया का उपयोग आप प्रत्येक परमाणुओं के लिए कर सकते हैं इसलिए हमारे पास फोल्डेड स्टेट में वैल्यू है और यदि आपको सभी अनफोल्डेड स्टेट की वैल्यू मिलती है और यदि आपको डेल्टा सिग्मा i पता है तो आप हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी की गणना कर सकते हैं यह बहुत ही सरल है अब सवाल यह है कि इस डेल्टा सिग्मा i को कैसे प्राप्त करें बराबर मैं आपको एक्सेसिबिलिटी दिखाता हूं पानी के अणु को रोल करके हम जिस एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर को जानते हैं आप देख सकते हैं कि यह प्रत्येक परमाणु तक एक्सेसिबिल है यहाँ यह एक आंकड़ा है जिसे आप अभी इस आंकड़े से परिचित हैं बराबर आप देख सकते हैं कि यह रेसिड्यूजइंटीरियर में हैं और ये रेसिड्यूज सतह पर हैं और यदि आप प्रोग्राम चलाते हैं तो आपको वैल्यूज मिल सकती है बराबर या तो आपको रेसिड्यूज एक्सेसिबिलिटी मिलेगी या एटॉमिक एक्सेसिबिलिटी मिलेगी फिर आप हाइड्रोफोबिक फ्रीएनर्जी की गणना कर सकते हैं आपको कौनसा डेटा चाहिए एटॉम वाइज या रेसिड्यूज वाइज एटॉम वाइज विद्यार्थी एटॉम वाइज तो आप विभिन्न एटमस को देख सकते हैं और इन वैल्यूज का इस्तेमाल हाइड्रोफोबिक फ्रीएनर्जी की गणना में कर सकते हैं अच्छा यहाँ यह एक एटम लेवल एक्सेसिबिलिटी है इसलिए हम प्रत्येक रेसिड्यूज और सभी एटमस के लिए गणना कर सकते हैं तो यह सभी 20 रेसिड्यूज के लिए ग्लाइसीन एलैनिन के लिए हमारे पास एक्सटेंडेड स्टेट एक्सेसिबिलिटी हो सकती है आपके पास वैल्यूज हो सकते हैं बराबर यहां पर 20 विभिन्न अमीनो एसिड है हमारे पास सभी एटमस के लिए डेटा है यह ठीक है यह एक्सटेंडेड स्टेट के लिए है बराबर अब हमारे पास फोल्डेड स्टेटहै तो आप गणना कर सकते हैं लेकिन समस्या यह है कि हमें डेल्टा सिग्मा i मिलता है जिसे हमें गणना करने की आवश्यकता है फिर यह डेल्टा सिग्मा i कैसे प्राप्त करें इसलिए हम डेल्टा सिग्मा i एक्सेसिबिलिटी और हाइड्रोफोबिसिटी से संबंधित करते हैं इसलिए यदि उदाहरण के लिए डेल्टा Gr हाइड्रोफोबिसिटी स्केल का प्रतिनिधित्व करता है तो आप किसी भी हाइड्रोफोबिक सूचकांकों को ले सकते हैं हमने विभिन्न प्रकार के हाइड्रोफोबिक सूचकांकों के बारे में चर्चा की है जो कि आपने प्रयोगों थर्मोडायनामिक हस्तांतरण प्रयोगों से प्राप्त किए हैं या आप उदाहरण के लिए कम्प्यूटेशनल विधियों से प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थी सराउंडिंग सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी बराबर आप कोई भी वैल्यू डेल्टाGr के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कितने प्रकार के विभिन्न अमीनो एसिड रेसिड्यूज है विद्यार्थी 20 20 रेसिड्यूज अब तक प्रत्येक अमीनो एसिड रेसिड्यूके लिए उदाहरण एलैनिन आप एक समीकरण डेल्टा सिग्मा i उत्पन्न कर सकते है ai हम प्रत्येक परमाणुओं के लिए भी जानते हैं और जब आप एलैनिन लेते तब भी जानते हैं आप इन हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं एलेनिन के लिए वैल्यू क्या है विद्यार्थी 1385 1385 यह 1385 यह बाई बाजू है इसे हम एटॉमिक सॉल्वेशन पैरामीटर से संबंधित करेंगे एलेनिन में कितने एटमस है बराबर55 एटमस बराबर 4 मुख्य चेन एटमस11 विद्यार्थी साइड साइड चेन एटम इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए अलग अलग समूहों को जानते हैं यदि आप इस Alanine को सही Alanine देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह Alanine दाएँ y अक्ष के लिए डेटा है जो कि 1385 x अक्ष के बराबर है यह बाएँ हाथ की तरफ है आप देख सकते हैं कि यह विभिन्न सिग्मा i का संयोजन है तो ल्यूसीन एलानिन में अलग अलग परमाणु यह N C अल्फा C O और C बीटा है लेकिन यहां यह C यहीं पर आता है और आप Nऔर O को एक साथ देख सकते हैं तो इस मामले में आप देख सकते हैं कि यह N 13 है इस 13 डेल्टा सिग्मा N में एक O है यहाँ C के लिए 09 09डेल्टा सिग्मा O है C बराबर तो C पूरी तरह से क्या है यह 29 और 29 है ओह क्षमा करें यह 09 नहीं है यह O है 48 बराबर O यहां है यह 48 है C यहां है आप यह कर सकते हैं 29 09 178 यह एक डेल्टा सिग्मा C है आप इस समीकरण को लिख सकते हैं आप इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं बराबर y a b 1 x 1 b 2 x 2 up to bn xn यहाँ यदि आप देखते हैं कि y है हाइड्रोफोबिसिटी बराबर यहीं है Y यह हाइड्रोफोबिसिटी है और डेल्टा सिगमा सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी है यह है पैरामीटरस हमें इस एक को पहचानने की आवश्यकता है यह b1 b2 सभी चीजें सही है और ai सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी है तो आपको गुणांक B की गणना करने की आवश्यकता है तो एलनिन के लिए हमें ग्लाइसीन के लिए यह एक ग्लाइसिन है तो हम देखते हैं कि यह C है यह 149 है डेल्टा सिग्मा c और 26 में 149 यह भी C में C 26 और O में 73 दाईं ओर है 73 यहाँ है तो 73 O और N 26 है 26 सिग्मा N ग्लाइसिन के लिए मूल्य क्या है तो हमें यहां ग्लाइसिन के मान 1334 के बराबर मिलते हैं तो इस मामले में यह 1334 के बराबर है इसी तरह आप 20 विभिन्न अमीनो एसिड के लिए कर सकते हैं यहां हम आपके लिए ग्लाइसिन लेते हैं केवल डेल्टा सिग्मा Cऔर डेल्टा सिग्मा NRO के लिए डेटा है इसलिए केवल 2 वेरीएबलस अब आप समीकरण को उसी तरह से प्राप्त करेंगे जैसे कि एलेनीन आपको 2 वेरीएबलस मिले यदि आप एस्पेरिक एसिड के साथ जाते हैं तो कितने समूह हैं बराबर आप C देखते सकते हैं विद्यार्थी Refer Time 2859 और Nऔर O आप एक साथ जोड़ सकते हैं और O माइनस है O माइनस क्या है विद्यार्थी नेगेटिव चार्ज Refer Time 2904 नेगेटिव चार्ज आप एसपारटिक एसिड को देख सकते हैं बराबर इसलिए यदि आप सही देखते हैं तो आप इस od1 और od 2 को देख सकते हैं यह 122 है बराबर और 169 है बराबर आप इन 2 को जोड़ सकते हैं तो यह 291 होगा तो आपको 20 अंतर समीकरण मिलते हैं तो 20 समीकरण कितने वेरिएबलस विद्यार्थी 5 वेरिएबलसबराबर तो अब हम इस y एक्सिस को देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यूज है इस मैट्रिक्स का आयाम क्या है विद्यार्थी 20 गुना 20 गुना विद्यार्थी 51 बराबर 201 तो आपके पास 20 विभिन्न ना वैल्यूज है उदाहरण के लिए एलेनिन 1335 एक एसपारटिक एसिड हमारे पास 20 अलग अलग अमीनो एसिड हैं तो यह आप इन के संदर्भ में लिख सकते हैं यह क्या आयाम है विद्यार्थी 205 205 क्योंकि यहां 20अमीनो एसिडस हैं विद्यार्थी 5 एटॉमिक सॉल्वेशन पैरामीटर्स बराबर यहां 20अमीनो एसिडस और यह 5 के लिए डेल्टा सिगमा एटॉमिक सॉल्वेशन पैरामीटर्स मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है विद्यार्थी 5 5 गुना 1 क्योंकि यह 5 डेल्टा सिग्मा i 1 के लिए है इसलिए इस मामले में यदि आपके पास 5 समीकरण और 5 वेरियेबल्स हैं फिर आसानी से आप इसे कम से कम वर्गों के सिद्धांत का उपयोग करके हल कर सकते हैं यह समीकरण है यह हाइड्रोफोबिसिटी है और यह 5 अलग अलग प्रकार के एटॉमिक सॉल्वेशन पैरामीटर्स है यह मैट्रिक्स है जिसमें ये वैल्यूज हैं लेकिन यहां हमारे मामले में हमारे पास 20 इक्वेशनस हैं और हमारे पास केवल 5 वेरिएबलस हैं इस मामले में हम कम से कम वर्गों के सिद्धांत का उपयोग करते हैं संख्या देखने के लिए कंपन की पहचान करें इसलिए यह विचलन न्यूनतम है तो आप देख सकते हैं कि विचलन इस y y बार पूरे वर्ग का न्यूनतम है यदि आप इस तरह से करते हैं तो आप इस समीकरण x प्रतिलोम में x स्थानान्तरण करता है का उपयोग करके एटॉमिक सॉल्वेशन पैरामीटर्स की गणना कर सकते हैं और x अंत में y में स्थानांतरित करता है यदि आप इस तरह से करते हैं तो आप मैट्रिक्स 5 स्टार 51 में समाप्त होते हैं इसलिए क्योंकि यह 520 इस मैट्रिक्स में है और इस 205 को उलटा कर देते है तो आप फिर से स्थानांतरित कर सकते हैं या फिर से 520 बराबर और यह 20 से1 में स्थानांतरित करता है तो आप अंत में इस मैट्रेस को हल करते हैं आपको मैट्रिक्स 51 मिलता है इसलिए यहां आप डेल्टा सिग्मा i पैरामीटरस प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इन सभी 5 पैरामीटरसके लिए मान प्राप्त कर सकते हैं और मैं संख्या दिखाता हूं यह वह संख्या है जिसे आप 5 समूहों के लिए प्राप्त करते हैं उदाहरण के लिए कार्बन 1202 और नाइट्रोजन ऑक्सीजन 586 N 946O 3498 और सल्फर 131 यह समझ में आता है क्योंकि यदि आप हाइड्रोफोबिक समूहों को मुख्य रूप से कार्बन और सल्फर देखते हैं तो आप प्रोटीन वातावरण में ट्रांसफर के लिए सकारात्मक मान देख सकते हैं और पोलर और चार्ज रेसिड्यूज जो माइनस हैं और यदि आप चार्ज और पोलर की तुलना करते हैं तो चार्ज पोलर की तुलना में अधिक नकारात्मक है इसका मतलब है कि ये संख्याएं सार्थक हैं और वे विश्वसनीय बराबर आप ऊर्जा की गणना कर सकते हैं इसलिए जब आप डेल्टा सिग्मा i प्राप्त करते हैं तो हम आसानी से Ghy की गणना कर सकते हैं क्योंकि हम Ai फोल्डेड जानते हैं बराबर हम A अनफोल्डेड जानते हैं इसलिए अब मैंने उदाहरण के लिए एक डेटा दिया है आपके विशेष प्रोटीन के लिए है जिसे आप Naccess मे चलाते हैं और फिर आप फोल्डेड स्टेट ASA प्राप्त कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अगर हम ग्लूटामिक एसिड बराबर नंबर एक रेसिड्यू लेते हैं तो यहां आपके पास एक ही ग्लूटैमिक एसिड के लिए अलग अलग परमाणुओं के लिए ASA के वैल्यूज हैं जिससे आप अनफोल्डेड स्टेट एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं बराबर मैं इसे यहां दिखाऊंगा तो ग्लूटामिक एसिड आप इसे यहाँ देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्लूटैमिक एसिड मे हमारे पास अनफोल्डेड ASA है इसलिए अनफोल्डेड स्टेट ASA हमारे पास फोल्डेड स्टेट ASA हमारे पास डेल्टा सिगमा i है तो आप हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी की गणना कर सकते हैं तो हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी डेल्टा h की गणना कैसे करें उदाहरण के लिए यदि आप इसके लिए इसे लेते हैं तो हम N और O को एक साथ ले सकते हैं इसलिए इस मामले में 41 641 अनफोल्डेड स्टेट हमें इस आकृति से प्राप्त करना होगा और फिर O 25 के लिए फिर से प्राप्त करना होगा आप N और O 5 बिंदु 8 6 के लिए मूल्य से गुणा किए गए इस एक से मूल्य देख सकते हैं और फिर सभी कार्बन 1 2 3 4 5 के साथ जा सकते हैं 5 कार्बन्स आपको एक्सेसिबल सरफेस एरिया में अंतर मिलता है उसे डेल्टा सिगमा C के सिग्मा से गुणा किया जाता है C के सिग्मा का मान 1202 के बराबर है या नहीं यह 1202 से अधिक है और आप इस y 1 और y 2 के लिए जा सकते हैं तो इस मामले में वैल्यू 3498 है बराबर 3498 और आप O के C के डेल्टा ASA को देख सकते हैं तो हमें फोल्डेड स्टेट से डेटा की आवश्यकता है और सभी 20 रेसिड्यूज के लिए आपके पास अनफोल्डेड स्थिति में डेटा है और प्रत्येक परमाणु प्रकार के लिए आपको अंतर मिलता है और एटॉमिक साल्वेशन पैरामीटर्स के साथ गुणा किया जाता है तो फोल्डेड स्टेट को अनफोल्डेड स्टेट से गुणा करें और फिर हमें वैल्यूज मिलते हैं सब रेसिड्यूजके लिए करते हैं और सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं तो आपको एक विशेष प्रोटीन में सभी परमाणुओं के लिए Ghy के लिए वैल्यू मिलेगी इसलिए आसानी से आप गणना कर सकते हैं यदि हमारे पास 3 Dस्ट्रक्चरस हैं तो आप हाइड्रोफोबिक फ्रीएनर्जी की गणना कर सकते हैं यहां तक PDBparam का उपयोग कर सकते हैं यह वह सर्वर है जो पचास से अधिक स्ट्रक्चर आधारित पैरामीटर्स की गणना करता है जिससे आप ज्ञात स्ट्रक्चरस के किसी भी प्रोटीन के लिए हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं अभी यह आसान है हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी की गणना करना